नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से यह कहानी का समय है इस बार की कहानी मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक है मैंने इस कहानी को लाखों बार सुनाया होगा मुझे नहीं याद कि मैंने इसे कहाँ सुना था लेकिन यह एक सुंदर कहानी है यह कहानी एक विद्वान और एक चाय के प्याली के बारे मे है जैसा की एक प्याला आप मेरे सामने देख रहे हैं जैसा की विद्वानों के साथ होता है इस विद्वान का भी मुख्य काम नई चीजें नए कौशल नई भाषाएँ सीखना था लेकिन उसकी एक समस्या थी वह कुछ नया नहीं सीख पाता था यह देखते हुए कि उसका पेशा नई चीजें नए कौशल नई भाषाएँ सीखना था यह उसके लिए एक बड़ी बाधा थी उसके लिए यह एक झुंझलाहट की वजह बन गयी थी की वो कि वह नई चीजें नए कौशल नई भाषाएं कुछ भी नया नहीं सीख पाता था तो विद्वान को उसके दोस्तों ने समझाया और कहा कि आप ज़ेन मास्टर से क्यों नहीं मिलते हैं वो सब जानते हैं वो आपकी मदद करेंगे तो विद्वान ने ज़ेन मास्टर से संपर्क किया वहाँ उसने देखा की एक अति सुंदर सा चाय का प्याला एक सुंदर सी मेज़ पर रखा हुआ था और उस मेज़ के नीचे एक सुंदर सा कालीन बिछा हुआ था साथ ही साथ वहाँ एक बड़ा सा चाय दान भी रखा हुआ था जोकि काफी बड़ा था मेरे इस चाय दान से जो आप मेरे पास देख रहे हैं ज़ेन मास्टर ने विद्वान को चाय डालने के लिए कहा लेकिन एक शर्त भी रख दी कि आप चाय डालना तभी बंद करेंगे जब मैं आपसे रुकने को कहूँ जब तक न कहूँ तब तक आप चाय डालना बंद न करना तो विद्वान ने चाय दान और चाय का प्याला लिया और चाय डालना शुरू कर दिया यहाँ मेरे पास दूध है लेकिन मेरी कहानी में चाय थी और वह विद्वान प्याले मे उसे भरने लगा चाय का प्याला अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके भरता जा रहा था और छलकने तक आ गया विद्वान ने सोचा कि ज़ेन मास्टर उसे रुकने के लिए कहेंगे लेकिन ज़ेन मास्टर ने ऐसा नहीं किया मैंने अभी यहाँ जितना प्याला भर दिया है ज़ेन मास्टर ने उसे और भी भरने दिया मैं यहाँ रुक जाता हूँ क्योंकि मैं अपनी चाय को बर्बाद नहीं करना चाहता लेकिन आप समझ गए होंगे की क्या हुआ होगा अगर चाय का प्याला भर जाने के बाद भी विद्वान प्याली मे चाय डालता रहा होगा हुआ भी यही सारी चाय मेज़ पर प्याली से चारों तरफ से छलकने लगी विद्वान को घबराहट होने लगी और वह साथ ही साथ असहज महसूस करने लगा क्योंकि चाय के गिरने से सुंदर कालीन बर्बाद हो गया था विद्वान परेशान था विद्वान को परेशान देख अंततः ज़ेन मास्टर को विद्वान पर दया आ गयी और ज़ेन मास्टर ने विद्वान से कहा कि अब आप रुक सकते हैं विद्वान खिन्न था और उसने कहा हे भगवान मैंने आपका कालीन खराब कर दिया मैंने आपकी मेज़ भी खराब कर दी यह बहुत बुरा हुआ तो अब हम क्या करेंगे तब ज़ेन मास्टर ने विद्वान से कहा की तुम इसकी चिंता मत करो मैं अपने विद्यार्थियों से कह दूँगा वो मेज़ और क़ालीन को साफ कर देंगे फिर ज़ेन मास्टर ने विद्वान से पूछा कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि प्याली के भर जाने के बाद नई चाय का क्या हुआ विद्वान ने इसके बारे में एक बार सोचा और कहा सारी चाय प्याली से बाहर छलक गयी है और अब यह चारों तरफ फैल भी गयी है तब ज़ेन मास्टर ने विद्वान से फिर पूछा तो एक बात बताइए कि अगर आप और चाय चाहते हैं चाय के प्याली के भर जाने के बाद भी ताज़ी चाय प्याली मे भरना चाहते है तो आप क्या करेंगे तब विद्वान ने जवाब दिया कि पहले मैं चाय का प्याला खाली कर दूँगा या इसे कहीं और स्थानांतरित कर दूँगा या फिर बाहर ही फेंक दूँगा प्याला खाली हो जाने के बाद चाय के प्याले मे फिर से चाय डालना शुरू करुंगा इससे मुझे चाय के प्याली मे नई ताज़ी चाय मिल जाएगी ज़ेन मास्टर ने तब विद्वान से कहा कि ठीक यही आपके साथ हो रहा है आप पहले से ही ज्ञान से भरे हुए हैं और यहाँ इस पृथ्वी पर अब ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसके द्वारा आपको नई जानकारी नए कौशल नई भाषा सीखने को मिले तो अब आपको क्या करना होगा तो जिस तरह अभी आपने कहा कि नयी ताज़ी चाय के लिए आपको प्याली को पहले खाली करना होगा ठीक उसी तरह आपको भी अपने को अपनी सारी पुरानी आदतों से छुटकारा दिलाना होगा तभी आप नए कौशल सीख सकते हैं यही कारण है दोस्तों कि मैंने आप मे नयी सोच का संचार करना चाहा क्या आपको यह समझ आया